छात्रों आपका स्वागत हैं इसलिए प्रबंधन लेखांकन की मूल बातों के बारे में सीखने की प्रक्रिया को आगे जारी रखते हैं पिछली कक्षा में हमने अलग अलग कहने वाले घटकों के बारे में बात की थी जो प्रबंधन को एक विषय के रूप में बनाते हैं और हम प्रबंधन लेखांकन के अंतर्वस्तु के बारे में बात कर रहे थे और जब आप उन अंतर्वस्तु के बारे में बात करते हैं तो हमने पूर्ण लागत लेखांकन के बारे में चर्चा की है तो हमने डिफरेंशियल एकाउंटिंग और ज़िम्मेदारी लेखांकन के बारे में बात की हैं है ना तो मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था कि ज़िम्मेदारी लेखांकन प्रबंधन लेखांकन की एक और तकनीक है मैं कहूँगा जहां पूरे फर्म को अलग अलग ज़िम्मेदारी केंद्रों में विभाजित किया गया है हमारे पास मोटे तौर पर तीन तरह के केंद्र हैं एक लागत केंद्र है दूसरा निवेश केंद्र है और तीसरा लाभ केंद्र है इसलिए सभी विभाग इकाइयाँ और फर्म के उप इकाइयां उस उत्पाद के उत्पादन की लागत में योगदान देते हैं जिन्हें वे अलग अलग ज़िम्मेदारी केंद्र कहते हैं उदाहरण के लिए कच्चे माल की ख़रीद जो एक ज़िम्मेदारी केंद्र है फिर कच्चे माल की प्रोसेसिंग है उदाहरण के लिए एक प्रक्रिया एक ज़िम्मेदारी केंद्र है प्रक्रिया दो भी एक ज़िम्मेदारी केंद्र है तीन ज़िम्मेदारी केंद्र है एच आर विभाग एक ज़िम्मेदारी केंद्र है विपणन विभाग एक और ज़िम्मेदारी केंद्र है इसलिए पूरी फर्म का अर्थ है कि विभाग उप विभाग इकाइयाँ और उप इकाइयाँ हैं जो उस उत्पाद की कुल लागत का गठन करती हैं जिन्हें वे छोटी इकाइयों में विभाजित करते हैं और प्रत्येक इकाई को ज़िम्मेदारी केंद्र कहा जाता है यह क्यों किया गया है या इसे केवल यह पता लगाने के लिए करने का सुझाव दिया गया है कि यदि किसी भी समय चीजें नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं उदाहरण के लिए लागत बजट दर स्तर या अनुमानित से परे बढ़ रही है स्तर या मानक स्तर जिसका हम एक उचित लागत विश्लेषण करना चाहते हैं और यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि लागत स्तर से आगे क्यों बढ़ गई है और कौन आगे बढ़ी हुई लागत का कारण है कौन सा विभाग कौन सा विभाग कंपोनेंट अंगकौन सी इकाई उप इकाई ने इसे किया है प्रपत्र की बढ़ी हुई लागत इसलिए उत्पाद की लागत के रूप में हम स्पष्ट रूप से यह जानना चाहते हैं कि कौन इसके लिए ज़िम्मेदार है और ज़िम्मेदारी तय करें और यदि आप पूरी इकाई को अलग अलग ज़िम्मेदारियों में विभाजित नहीं कर रहे हैं तो सुधारात्मक कार्रवाई करें तो कौन किस हद तक शामिल है और कौन किस उत्पाद को नुकसान पहुंचा रहा है को किस रूप में भी पहचाना जाना संभव नहीं होगा तो पूरे विभाग पूरी फर्म का मतलब है कि एक तो केंद्र की लागत सभी इकाई उप इकाई जो लागत का कारण बन रहे हैं या जो उस फर्म के उत्पादन की लागत में योगदान कर रहे हैं दूसरा निवेश केंद्र है जो कि हम उस उत्पादन क्षमता को बढ़ाने या नई उत्पाद क्रम को जोड़ने के लिए करना चाहते हैं या नए बाजारों में प्रवेश कर सकते हैं नए निवेश की आवश्यकता है इसलिए इस उद्देश्य के लिए हमारे पास निवेश केंद्र है जो आगे के सभी कदम जो उठाए जा सकते हैं का एक उचित मूल्यांकन करता है और अंत में यह तय करना होगा कि किसी विशेष स्तर के निवेश के लिए जाना है या नहीं इसी तरह लाभ केंद्र अंतिम रूप से कह सत्य है कि जब उत्पाद को बाजार में जाना है और इसे एक कीमत पर बेचा जाना है तो इसका मतलब है कि यह लाभ को फर्म में वापस लाएगा ताकि लाभ कैसे बढ़ाया जा सके जो विभाग के अनुसार उदाहरण के लिए विज्ञापन विपणन का एक हिस्सा है एक वे लाभ केंद्र हैं जहां वे या बिक्री विभाग एक लाभ केंद्र है इसलिए उन्हें उत्पाद को बाजार में ले जाना होगा और फिर अंत में बाजार में बेचना होगा और यह इसे फर्म की लाभप्रदता तक जोड़ देता है इसलिए हर कदम पर पूरे क्रम को यह ज्ञात है कि उत्पाद के वितरण में बिक्री में लागत क्या योगदान है और अंत में अगर किसी चीज को नियंत्रित या सुधारने की आवश्यकता है तो हम यह पता लगा सकते हैं कि कौन सा कमजोर बिंदु है या कौन सा नरम बिंदु है जहां प्रयास किए जाने चाहिए और यदि प्रयास किए जाते हैं तो हां हम निश्चित रूप से प्रदर्शन में सुधार कर सकते हैं इसलिए ज़िम्मेदारी केंद्र फर्म के इकाई हैं और वे केवल नियंत्रण को अधिकतम करने और फर्म की दक्षता को अधिकतम करने के लिए बनाए गए हैं मैं जिम्मेदार केंद्रों के संबंध में एक बहुत ही प्रतिष्ठित उदाहरण साझा करुंगा उदाहरण के लिए जब आप भारत में बिजली बोर्डों के बारे में बात करते हैं आप मेरे साथ सहमत होंगे कि बिजली बोर्ड की स्थिति या वित्तीय स्थिति जहाँ तक वित्तीय स्थिति का सवाल है यदि आप बोर्डों की वित्तीय स्थिति के बारे में बात करते हैं तो यह कुछ समय पहले तक बहुत बुरा था अगर आप उनके समग्र प्रदर्शन के बारे में बात करते हैं और कैसे वे अब तक प्रदर्शन कर रहे हैं जब तक कि उनका वित्तीय संबंधित स्रोतों से संबंधित था और तब धन का उपयोग चिंतित था इसलिए प्रत्येक बोर्ड बहुत ही कठिन स्थिति में था इसलिए तब सरकार ने इन बिजलीबोर्डों को पुनर्जीवित करने के बारे में सोचा था कहीं पर वे कंपनियों में शक्ति की आपूर्ति में परिवर्तित हो जाते थे या कभी कहीं पर वे कुछ राज्यों में बिजली बोर्ड के रूप में काम कर रहे हैं इसलिए वहां सरकार ने इन बिजली बोर्डों या शक्ति बोर्डों के पुनर्गठन के लिए वित्तीय सहायता के लिए एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक से संपर्क किया और जब एडीबी ने इन बोर्डों के समग्र वित्तीय स्वास्थ्य और संरचना का अध्ययन किया तो उन्होंने भारत सरकार और दो अलग अलग राज्य सरकारों को सुझाव दिया यदि आप वास्तव में इन बिजली उत्पादक कंपनियों के स्वास्थ्य में सुधार करना चाहते हैं तो फिर आपको एक काम करना होगा कि आपको बिजली क्षेत्र के संबंध में देश में अलग अलग ज़िम्मेदारी केंद्र बनाने होंगे पहले क्या था इस तरह के सुझाव से पहले एक ही राज्य बोर्ड था जो राज्य में अलग अलग जगहों पर बिजली पहुंचा रहा था और लेकिन जब एडीबी द्वारा इस तरह के मॉडल का सुझाव दिया गया तो वे राज्य के पूरे हिस्से में घरों में बिजली का वितरण कर रहे थे फिर अब क्या किया जाता है आज आपने देखा होगा या आप अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में देख रहे होंगे या अनुभव कर रहे होंगे कि बिजली क्षेत्र में तीन अलग अलग तरह की संस्थाएं हैं एक इकाई वह है जो बिजली पैदा कर रही है या जो केवल बिजली पैदा करने के लिए ज़िम्मेदार है बिजली की कितनी लाखों इकाइयाँ उत्पन्न होती हैं दूसरी कंपनी जो बनाई जाती है वह ट्रांसमिशन कंपनी है इसलिए बिजली पैदा करने वाली कंपनी बिजली पैदा करेगी और वे ट्रांसमिशन कंपनी को बिजली प्रदान करेंगे और फिर ट्रांसमिशन कंपनी आपको राज्य में विभिन्न स्थानों पर ले जाएगी लेकिन वे लोगों को बिजली वितरित नहीं करेंगे फिर उस बिजली को ट्रांसमिशन कंपनी द्वारा वितरण कंपनी को वितरित किया जाएगा और वितरण कंपनी इसे बाजार या राज्य के वास्तविक विभिन्न हिस्सों में लोगों में वितरित करेगी अब यह क्यों किया गया है बोर्डों का वित्तीय स्वास्थ्य क्यों खराब हो रहा है क्योंकि पहले यह एक एकल इकाई थी वे बिजली पैदा कर रहे हैं वे शक्ति संचारित कर रहे हैं और वे बिजली का सही वितरण कर रहे हैं और यदि वर्ष के अंत में यदि बोर्ड नुकसान की भरपाई कर रहा है तो यह ज्ञात नहीं होता था कि नुकसान किस स्तर पर हुआ है या समग्र बिजली उत्पादन और वितरण के किस स्तर पर नुकसान हुआ है क्या नुकसान उत्पादन स्तर पर या हस्तांतरण स्तर पर या वितरण स्तर पर हुआ है इसलिए ज़िम्मेदारी तय करना और घाटे को दूर करना संभव नहीं था लेकिन अब जब हमने तीन अलग अलग प्रकार की इकाइयाँ बनाई हैं तो अब यह आसानी से संभव है कि बिजली बनाने वाली कंपनी या बिजली बोर्ड द्वारा कितनी इकाइयाँ या लाखों इकाइयाँ बनती हैं और बाद में कितनी इकाइयाँ पॉवर बोर्ड द्वारा हस्तांतरण कंपनी को शक्ति उत्पादन करने के बाद आगे की जाती है इसलिए उदाहरण के लिए यदि पावर बोर्ड १ लाख इकाई या १००००० इकाई बिजली पैदा कर रहा है अगर वे उत्पन्न हुए हैं तो इस मामले में इस एक लाख इकाइयों में से अब उदाहरण के तौर पर संचरण प्रक्रिया और अन्य चीजों के कारण 90000 इकाइयों तक जा रहे हैं यह पॉवर बोर्ड या पॉवर उत्पादन कंपनी है यह ट्रांसमिशन कंपनी है जो उत्पादन के स्थान से उपयोग की जगह तक बिजली पहुँचाने के लिए जिम्मेदार है और आखिरकार हमारे पास में वितरण है तो यहाँ यह 80000 इकाइयाँ हैं जो लोगों को वितरित की जाती हैं यह वितरण कंपनी का काम है अब हमने यहां देखा है कि हमने कितने इकाई बिजली उत्पन्न करने के लिए धनराशि निवेश की है 100000 इकाई बिजली 1 लाख इकाई बिजली का अधिकार अंत में हम उत्पन्नता से हस्तांतरण कंपनी को हस्तांतरण करने की प्रक्रिया में चूक गए जिसमें हस्तांतरण कंपनी के माध्यम से 90 हजार इकाई हस्तांतरित करने थे और वितरण कंपनी को बिजली हस्तांतरित करने या वितरण तक ले के चले तो वितरण कंपनी ने 80 हजार इकाई प्राप्त किए हैं और अंत में अगर बात करें तो 70000 इकाई बिजली घरों में वितरित की गई तो इस पूरी प्रक्रिया में इसका मतलब है कि हमने कितनी इकाई बिजली खो दी है हमने 30000 इकाई बिजली खो दी है लेकिन यहां यह स्पष्ट रूप से है कि यह जानकारी उपलब्ध है कि बिजली चली गई है बिजली खो गई है अब क्योंकि 1 मिलियन इकाई बनाने के लिए हमारा खर्च 1 लाख इकाइयों के लिए होगा जो 70000 इकाइयों के लिए नहीं होगा आपने एक लाख इकाइयाँ या 100000 इकाइयाँ पैदा करने के लिए जो पैसा खर्च किया जो हमने 10000 इकाइयों को उत्पादन से हस्तांतरण और फिर हस्तांतरण से वितरण कंपनी को हस्तांतरित करने में खोया है जब हमने बिजली दी तो हमने 10000 इकाइयों को खो दिया और अंत में हम जब घरों में वापस आए पता चला कि हम केवल 70000 इकाइयों को ही ले सकते हैं इसका मतलब है कि 1 लाख इकाइयों की कुल उत्पादन के बदले में हम केवल 70000 इकाइयों को वितरित करने में सक्षम हैं इसलिए यदि आप यहां के बारे में बात करते हैं तो लागत 1 लाख इकाइयों के लिए है और जब आप राजस्व के बारे में बात करते हैं तो राजस्व 70000 इकाइयों के लिए वापस मिल जाएगा तो यह बहुत ही तकनीकी प्रक्रिया है और आप इसे प्रक्रिया कह सकते हैं जिससे बोर्ड को गंभीर नुकसान हो रहा है इसलिए उदाहरण के लिए यदि ऐसा हो रहा था जब बोर्ड एकल इकाई कि तरह से व्यवहार कर रहा था उदाहरण के लिए आप पावर बोर्ड और पावर बोर्ड के बारे में बात करते हैं कि यहां क्या हो रहा है हमने 100000 इकाइयों को बनाने के लिए पैसा खर्च किया है और आखिरकार हमने धन घरों से एकत्र किया है कि कितनी इकाइयाँ 70000 इकाइयाँ हैं इसलिए हमने इस प्रक्रिया में खो दिया है कि कितनी इकाइयाँ 30000 इकाइयाँ अब यह ज्ञात नहीं हो पा रहा था कि ये 30000 इकाइयाँ कहाँ गई हैं हमने एक लाख इकाइयाँ तैयार की हैं तो हम बाज़ार में एक लाख इकाइयाँ बेच सकते हैं लेकिन हमने बाज़ार में केवल 70000 इकाइयाँ बेची हैं इसलिए यह नुकसान हुआ है 30000 इकाइयों का 30000 इकाइयों का बिजली हानि संभव नहीं है या तब तक पता लगाया जा सकता है जब तक कि यह स्पष्ट रूप से विभाजित नहीं किया जाता है कि किस स्तर पर नुकसान हुआ है अब जब आप यहां नुकसान के बारे में बात कर रहे हैं तो इस मामले में जब हम अभी जान रहे हैं कि बिजली बोर्ड बनाने वाली कंपनी ने 90000 इकाइयों की इतनी संख्या उत्पन्न की तो इसे हस्तांतरण कंपनी को दे दिया गया इसका मतलब है कि हम जानते हैं कि इस स्तर पर हमने 10000 खो दिए हैं अगले स्तर पर हमने 10000 भी खो दिए हैं तो यहाँ नुकसान क्या है यह यहाँ 10000 इकाइयों का नुकसान है यह भी नुकसान है कि कितने10000 इकाइयों का लेकिन हम यह बहुत स्पष्ट रूप से जानते हैं कि हमें ट्रांसमिशन स्तर पर 10000 इकाइयों का नुकसान है और ट्रांसमिशन कंपनी से वितरण कंपनी को बिजली लेने और वितरण के स्तर पर 10000 इकाइयों के नुकसान होने पर 10000 इकाइयों का नुकसान होता है बिजली सभी घरों में चली गई है अब हम अनुमान लगाएंगे कि प्रत्येक तीन स्तरों पर 10000 इकाइयों का नुकसान अपेक्षित नुकसान है या यह अपेक्षित नुकसान से अधिक है इसलिए उदाहरण के लिए उस संचरण स्तर पर नुकसान की उम्मीद केवल सात हजार यूनिट ही सही थी लेकिन हमें वास्तव में 10000 इकाइयों का नुकसान हुआ है इसलिए इसका मतलब असामान्य नुकसान है कि इस मामले में 3000 इकाइयों से भी कितनी बिजली ली जा रही है वितरण के लिए संचरण में हम 8000 के एक सामान्य नुकसान की उम्मीद कर रहे थे कह सकते हैं 8000 इकाइयों की उपलब्धता और 2000 इकाइयों का नुकसान अंत में 2000 इकाइयों का नुकसान जो एक सामान्य नुकसान है आखिरकार हम उम्मीद कर रहे थे कि 7000 इकाइयां पहुंचेंगी बिजली कंपनी यहाँ हमें 10000 इकाइयों का नुकसान हो रहा है जबकि हम उम्मीद कर रहे थे कि नुकसान 10000 इकाइयों का नहीं 7000 इकाइयों का होगा इसका मतलब 3000 इकाइयों का असामान्य नुकसान है इस मामले में यदि आप बात करते हैं तो हम 8000 इकाइयों की हानि की उम्मीद कर रहे थे लेकिन 10000 इकाइयों की वास्तविक हानि हुई तो कितना असामान्य नुकसान 2000 इकाइयों का और इस मामले में भी हम 9000 के नुकसान के उच्च स्तर के वितरण की उम्मीद कर रहे थे लेकिन हमें 10000 का नुकसान हुआ है तो इसका मतलब है कि असामान्य नुकसान कितना 1000 यूनिट है अब हमें पता चला है कि लगभग 30000 इकाइयों में से लगभग 6000 इकाइयों के वितरण के लिए उत्पादन से प्रक्रिया में खो जाने के कारण असामान्य नुकसान हुआ है जबकि नुकसान होना चाहिए था कह सकते हैं अपेक्षित नुकसान कितना था 24000 इकाइयों का लेकिन वास्तविक नुकसान है 30000 इकाइयों का मतलब है कि हमारा नुकसान में 6000 इकाइयों की वृद्धि हुई है अब ऐसा क्यों हुआ है किसने यह नुकसान क्या है और इस नुकसान को कैसे भरा जाए हम आसानी से पता लगा सकते हैं अगर हम बिजली क्षेत्र में 3 रिस्पांसिबिलिटी सेंटर बना रहे हैं यदि हम उचित रिस्पांसिबिलिटी सेंटरनहीं बना रहे हैं तो हम यह पता नहीं लगा पाएंगे कि एक एकल इकाई के भीतर यदि आप एक एकल इकाई के बारे में बात करते हैं जैसे कि पावर बोर्ड है और हमें 30000 इकाइयों का नुकसान होता है तो इसका मतलब है नुकसान किस स्तर पर है नुकसान उत्पादन स्तर पर है नुकसान वितरण स्तर पर है या नुकसान ट्रांसमिशन स्तर पर है हम इसका पता नहीं लगा पा रहे हैं और यही कारण था कि यदि आप किसी समस्या के कारण का पता नहीं लगा पा रहे हैं तो आप इसे ठीक नहीं कर सकते इसलिए सुधार के लिए हमें कारण का पता लगाना होगा और उस कारण का पता लगाने के लिए आपको पूरे फर्म को अलग अलग रिस्पांसिबिलिटी सेंटर में विभाजित करना होगा अगर सभी केंद्र बहुत अच्छा कर रहे हैं और फर्म के उस पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त कर रहे हैं तो यह ठीक है लेकिन अगर यह नहीं कर रहा है और अगर उस मामले में किसी तरह की कोई समस्या है तो हमें यह पता लगाना होगा कि किसी हिस्से प्रणाली या शायद पूरी फर्म में कोई समस्या हैतो हमें केंद्र बनाने होंगे उदाहरण के लिए मैं एक लंबे तार के बारे में बात करुंगा हमारे पास यहां से यहां तक एक लंबा तार है और आपको इस तार के माध्यम से बिजली उस तरफ पहुँचानी है इसलिए इस बिंदु से शुरू होकर यह इस बिंदु तक पहुंच गई है अब उदाहरण के लिए तार का यह भाग दोष पूर्ण है इसलिए यदि आप इसे जाँचना चाहते हैं तो आपको यह पता लगाना होगा कि तार का कौन सा भाग दोष पूर्ण है इसलिए आप करेंगे कि आपको देखना होगा इस भाग का पता लगाएँ कि आप क्या करेंगे आप यहां से काटते हैं आप यहां से काट लेंगे अंत में तार को फिर से जोड़ेंगे और यह देखने की कोशिश करेंगे कि हां तार काम कर रहा है या नहीं और अगर तार काम कर रहा है तो इसका मतलब है तब तार का यह हिस्सा खराब हो गया था फर्म के साथ भी ऐसा ही है संगठन के साथ भी ऐसा ही है आपको उसको काटना है या निकाल देना है जो हम को नुकसान कर रहे हैं हैं और वह तभी संभव है अगर आप पूरी फर्म को अलग अलग टुकड़ों में विभाजित करते हैं पूरी संस्था को विभिन्न रिस्पांसिबिलिटी सेंटरमें विभाजित करते हैं इसलिए यहां हमें पता चला है कि मूल रूप से जब हम 1930 के दशक की मंदी में थे तो हमने एक ऐसी तकनीक विकसित की जिसे पूर्ण लागत लेखांकन कहा जाता है जिससे हम जान सकें कि उत्पाद और सेवाओं की लागत की गणना कैसे की जाए लेकिन बाद में तीव्र प्रतिस्पर्धा के कारण और 50 के दशक के बाद में हमें अंतर लागत की गणना करनी पड़ी और फिर हमें फर्म को अलग अलग रिस्पांसिबिलिटी सेंटर में विभाजित करना पड़ा ताकि बढ़ी हुई लागत को या बड़े हुए नुकसान को या कम हुए राजस्व को नियंत्रित कर सकें तो रिस्पांसिबिलिटी अकाउंटिंग अस्तित्व में आया अब हम उन विभिन्न उपकरणों के बारे में बात करते हैं जिनका उपयोग किया जाता है प्रबंधन द्वारा फर्मों में अलग अलग निर्णय लेने के लिए और यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह है हम एक एक करके इन विभिन्न तकनीकों के बारे में बात करेंगे लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण बात जो कि है लागत पत्रक या लागत विवरण मैं आपसे बात कर रहा था कि लागत लेखांकन की विभिन्न तकनीकें हैं जो प्रबंधन लेखांकन द्वारा या प्रबंधन निर्णय के लिए प्रबंधन लेखांकन के तहत उपयोग की जाती हैं इसलिए भिन्न लागत लेखांकन के उपकरण और तकनीकें हैं हम लाभ और हानि खाते और बैलेंस शीट का उपयोग करते हैं जो वित्तीय लेखांकन और लागत लेखांकन के विभिन्न नियमों पर तैयार किए गए हैं सबसे पहला लागत का उपकरण लागत लेखांकन का पहला और महत्वपूर्ण उपकरण लागत पत्रक या लागत का विवरण है तो पहले हम केवल लागत पत्रक या लागत के विवरण की एक झलक देखते हैं बाद में हम जानेंगे कि लागत पत्रक को कैसे तैयार किया जाए या लागत के विवरण के बारे में विस्तार से बताया जाए यहाँ हमारे पास लागत पत्रक है और हम कैसे लागत शीट तैयार करें लागत शीट किस उद्देश्य से कार्य करती है और यह निर्णय लेने में कैसे मदद करती है या सुविधा प्रदान करती है इसका मतलब है कि यह एक लागत पत्रक है जो हमें उस उत्पाद या सेवा की लागत निर्धारित करने में मदद करता है जिससे हम कुल लागत को रिस्पांसिबिलिटी सेंटर को विभाजित करने के जैसे करते हैं अब दो तरीके हैं यदि आप किसी उत्पाद या सेवा के उत्पाद की अंतिम लागत की गणना करना चाहते हैं तो आप अंतिम कुल लागत की गणना करते हैं लेकिन यदि आप वैज्ञानिक रूप से लागत की गणना करना चाहते हैं और नियंत्रण का अभ्यास करना चाहते हैं या यदि मैं यह पता लगाने की कोशिश करूँ कि फर्म को हुए नुकसान के क्या कारक कारण हैं जैसे कि शायद लागत बढ़ रही है या शायद यह संसाधन व्यर्थ जा रहे हैं जोकि फर्म की लागत का कारण बन रहे हैं इसलिए उस स्थिति में हमें उत्पाद की लागत या उत्पाद के निर्माण के एक अलग स्तर को जानने में सक्षम होना चाहिए लागत में योगदान करने वाले कारक क्या हैं और यदि लागत एक विशेष बिंदु पर बढ़ती है तो इसे कैसे नियंत्रित किया जाए इसलिए उत्पाद या सेवा की कुल लागत की गणना के लिए हम यहां क्या करते हैं हम उप लागत की गणना करते हैं और फिर हम उनका योग करते हैं किस तरह हम उत्पाद की कुल लागत की गणना करते हैं यह केवल सुविधा के लिए या लागत पर बेहतर नियंत्रण करने के लिए किया जाता है क्योंकि आज की प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था है जो अर्थव्यवस्था अब खरीदारों द्वारा नियंत्रित की जाती है यह विक्रेताओं की अर्थव्यवस्था नहीं है यह खरीदारों की अर्थव्यवस्था है जब यह खरीदारों की अर्थव्यवस्था है तो ख़रीदार के पास अब वैश्वीकरण और उदारीकरण के कारण उपलब्ध विकल्पों की संख्या उपलब्ध है आपूर्ति पक्ष में भी बहुत प्रभावी ढंग से सुधार हुआ है उदाहरण के लिए यदि आप 1991 से पहले भारतीय बाजार के बारे में बात करें जैसे कि यदि आप इस्पात क्षेत्र के बारे में बात करते हैं अगर किसी को इस्पात खरीदना पड़ता जो भारत में उद्योगों में शायद सरकारी सड़कों पर विभिन्न रुचि समूह के लिए इस्पात का विनिर्माण और आपूर्ति करता है सभी उद्योगों के लिए इस्पात एक ही कंपनी से आ रहा था और वह थी सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड TISCO भी थी लेकिन TISCO को भी अपने कच्चे माल और अन्य चीजों के लिए भी सेल पर निर्भर रहना पड़ता था इसलिए इस देश का पूरा बाजार सेल के हाथों में था इसलिए इसका मतलब है कि वे जो भी उत्पाद तैयार करते जिस कीमत पर भी वे उस उत्पाद का निर्माण करते जिसे कि आपको खरीदना था लेकिन अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के बाद इस्पात क्षेत्र को निजी प्रतिस्पर्धा के लिए खोल दिया गया और जब यह निजी प्रतियोगिता के लिए खोला जाता है तो अब हमारे पास कई कंपनियां हैं जैसे कि भारत के दक्षिणी भाग में हमारे पास जिंदल स्टील वर्कस है यह एक बहुत बड़ी कंपनी है जो एशिया का पहला अति तकनीकी आधुनिक प्लांट है प्रारंभ में यह जिंदल के विजयनगर स्टील प्लांट के रूप में जाना जाता था लेकिन अब इसका नाम जिंदल स्टील वर्क्स के रूप में रखा गया है जिसमें दक्षिणी बाजार आता है और फिर भारत के पश्चिमी हिस्से में हमारे पास लॉयड और स्टील एस आर स्टील हैऐसी इस्पात विनिर्माण कंपनियां हैं बाजार में आई है इसलिए अब SAIL ने बाजार खो दिया है और अब इस्पात क्षेत्र में कड़ी प्रतिस्पर्धा है इसलिए इस मामले में आज अगर आपको स्टील बेचना है तो बाजार में इस्पात का निर्माण और बिक्री करना है ग्राहक उस कंपनी का इस्पात खरीदेगा जो इसे मुहैया करा रही है या इसे बहुत प्रभावी कीमत पर बेच रही है बहुत ही प्रतिस्पर्धी मूल्य पर और कुशल वितरण प्रणाली के माध्यम से कुशल वितरण कर रही हैं इसलिए आज के इस प्रतिस्पर्धात्मक परिदृश्य में मैं केवल इस्पात क्षेत्र के बारे में ही बात नहीं कर रहा हूं आप हर जगह इसके बारे में बात करते हैं जैसे कि आप ऑटोमोबाइल के बारे में बात करते हैं आप इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बात करते हैं आप उपभोक्ता उत्पादों के बारे में बात करते हैं और आप कंज्यूमर ड्यूरेबल वस्तुओं के बारे में बात करते हैं हर जगह लागत फर्म का बाजार में हिस्सा तय करने का मुख्य कारक है ताकि आपको लागत को नियंत्रित करना पड़े कल मैं आपको जिओ फोन का उदाहरण दे रहा था और सफलता का एक कारण जिओ की शानदार सफलता का लागत है यह एक बेजोड़ लागत और बेजोड़ गुणवत्ता है इसलिए अब लागत पत्रक एक तकनीक है जो कंपनियों को मदद करती है कुल लागतों को समझने वाले विभिन्न कारकों को जो कि उत्पाद की कुल लागत के लिए योगदान दे रहे हैं और यदि आप लागत को नियंत्रण में रखना चाहते हैं तो आपको स्पष्ट रूप से जानना चाहिए कि किस स्तर पर लागत उस लक्ष्य बिंदु के आगे नियंत्रण से बाहर जा रही है और इसे कैसे सुधारें इसलिए यदि आप यहां लागत पत्रक देखते हैं जो एक झलक ही है हमारे पास यहां मौजूद उत्पाद की कुल लागत की गणना करने के लिए जो कि कुल लागत या बिक्री की लागत है इसका मतलब है कि जब आप किसी उत्पाद का निर्माण करते हैं और उत्पाद की लागत या बिक्री की लागत जो आपको यहां करनी है वह भिन्न है जो कि आप ऊपर से नीचे तक आते हैं इस बिंदु तक आते हैं लेकिन आपको यहां करना यह है कि यह हमारी कुल लागत है और यदि आप इस कुल लागत के बारे में बात करते हैं तो कुल लागत बिक्री की लागत है हम इस स्तर से शुरू होने के बाद यहां पहुंचे हैं जहां हमारे पास सबसे पहले है कारक का पहला घटक जो कि एक प्रत्यक्ष सामग्री है फिर हमारे पास प्रत्यक्ष श्रम और प्रत्यक्ष व्यय हैं ये तीन खर्चे हैं जिन्हें प्रत्यक्ष साधन के रूप में माना जाता है जिसके बिना आप कुछ भी उत्पादन करने या किसी भी सेवा को बनाने के बारे में नहीं सोच सकते हैं उत्पादों के निर्माण के लिए यह पहलासबसे महत्वपूर्ण और प्रत्यक्ष है और जब आप इन तीन पहले कारको की लागत की गणना करते हैं उदाहरण के लिए जब आप इस पॉइंटर को अब इस बिंदु पर देख रहे हैं कि हमने कच्चे माल का उपयोग और कच्चे माल के बिना तो आप इसका निर्माण नहीं कर सकते आपको मशीन पर काम करने के लिए श्रम की आवश्यकता होती है और उस कच्चे माल को और बिजली जैसे अन्य प्रत्यक्ष ओवरहेड्स को एक उत्पाद में बदलने के लिए भी हमारे पास पानी है हमारे पास ईंधन अन्य चीजें हैं जो सीधे तौर पर सामग्री या श्रम नहीं हैं इसलिए वे है अन्य प्रत्यक्ष व्यय इसलिए सबसे पहले हमें यह गणना करनी होगी कि सामग्री की लागत कितनी है श्रम की लागत कितनी है और अन्य प्रत्यक्ष ख़र्चों की लागत कितनी है जिनके बिना उत्पादन संभव नहीं है और यदि आप इस पॉइंटर पर गौर करते हैं जो कि आपके पास है आप देखेंगे कि इस पॉइंटर की लागत का 50 से 60 प्रतिशत सिर्फ सामग्री के कारण है अन्य चीजें इसके बाद हैं तो ये तीन प्रत्यक्ष कारक इनपुट कारक उस लागत को बनाते हैं जिसे मुख्य लागत कहा जाता है प्रमुख लागत तीन प्रत्यक्ष लागत जैसे कि सामग्री लागत श्रम लागत और प्रत्यक्ष ख़र्चों का कुल योग है उसके बाद मतलब है कि एक बार जब आपके पास ये तीन इनपुट होंगे तो हमारे पास कारखाने में कुछ अन्य ओवरहेड्स होने चाहिए उदाहरण के लिए आपको फ़ैक्टरी में बिजली की जरूरत होती है आपको अपने लुब्रिकेंट्स की जरूरत है आपके पास इंधन होना चाहिए फैक्ट्री इमारत का मूल्य ह्रास भी इसमें है फिर आपके पास फोरमैन हैं आपके पास कुछ तकनीकी कर्मचारी हैं जो वहां काम कर रहे हैं इसलिए उनका समर्थन भी जरूरी है मतलब की केवल श्रम सामग्री बिजली पानी के साथ उत्पादन संभव नहीं है आपके पास कारखाने में समर्थन सुविधाओं का होना आवश्यक हैजिसमें की कारखाने के श्रम का इस तरह की अन्य चीजें जैसे फ़ैक्टरी फर्नीचर हो सकती हैं या फ़ैक्टरी की इमारत हो सकती है यह फ़ैक्टरी में उपलब्ध अन्य सहायक सुविधाएँ हो सकती हैं जैसे कि फोरमैन के तकनीकी लोग उनका वेतन हर वह चीज जोड़ते हैं ताकि मुख्य लागत की गणना के बाद इसे जोड़ा जा सके इसलिए मुख्य लागत में जब आप वर्कस के ओवरहेड्स फ़ैक्टरी के ओवरहेड को जोड़ते हैं तो आप उन्हें फ़ैक्टरी ओवरहेड्स या वर्क्स ओवरहेड्स कहते हैं इसलिए जब आप उन्हें जोड़ते हैं तो यह आपको यह पता लगाने में मदद करता है कि उत्पाद को आकार देने के लिए इसे आकार में लाने के लिए और अंत में उत्पाद का उत्पादन करना होगा जो बिक्री योग्य रूप में होगा या बाजार के रूप में ले जाएगा कि हमें कितना खर्च करना होगा यह एक पूर्व निर्धारित लागत है क्योंकि लागत पत्रक आपको लागत को निर्धारित करने में मदद करता है यह सबसे अपेक्षित लागत अगर हमें इस उत्पाद का निर्माण करना है तो सबसे अधिक अपेक्षित लागत क्या है वर्कस लागत एक बार जब आप प्रमुख लागत और वर्कस लागत निकाल लेते हैं फिर आपको जमा करने होते हैं सहायक ओवरहेड्स जिसे प्रशासनिक ओवरहेड्स कहा जाता है क्योंकि कारखाने के साथ साथ फर्मों में कार्यालय की भी आवश्यकता होती है कार्यालय कर्मचारियों के समर्थन के बिना आपके प्रशासनिक कर्मचारियों के समर्थन के बिना जो स्थायी कर्मचारी हैं कंपनी जो कंपनी के व्हाइट कॉलर कर्मचारी हैंयह संभव नहीं श्रम दाता ब्लू कॉलर कर्मचारी है लेकिन कार्यालय में काम करने वाले कर्मचारी जोकि सहायक गतिविधियों को प्रदान करने या प्रदर्शन करने वाले कर्मचारी हैं वे व्हाइट कॉलर कर्मचारी हैं उनके बिना कह सकते हैं कि उत्पाद को उत्पादन के स्थान से बाजार तक ले जाना संभव नहीं है इसलिए हमें प्रशासनिक खर्च उठाना होगा इसलिए वे भी उत्पाद की एक इकाई में आनुपातिक रूप से जोड़ दिए जाते हैं तो हमारे पास है तो इसका मतलब है कि एक बार जब आप प्रत्यक्ष तीन लागते कारखाना ओवरहेड और प्रशासनिक ओवरहेडजोड़ते हैं तो यह लागत उत्पादन की लागत बन जाती है लेकिन फिर भी उत्पाद का निर्माण करना और उसे गोदाम में रखना उद्देश्य नहीं है हम उत्पाद को उस गोदाम में रखने के लिए नहीं बना रहे हैं हम इसे बाजार में ले गए हैं उत्पाद को बाजार में ले जाने के लिए आपको अतिरिक्त धन देना होगा और आपको कुछ अतिरिक्त खर्च करने होंगे और उन्हें बिक्री और वितरण ओवरहेड्स कहते हैं सब विपणन ओवरहेड्स वितरण ओवरहेड्स परिवहन व्यय बीमा खर्च ये सभी खर्च हैं जो बिक्री और वितरण ओवरहेड्स आते हैं जो कि उत्पाद लेने के लिए किए जाते हैं मतलब की उत्पादन की लागत अगर आप यहाँ इसके बारे में बात करते हैं तो उत्पादन की लागत तक यह एक विनिर्माण प्रक्रिया है तो इस प्रक्रिया को विनिर्माण प्रक्रिया के रूप में कहा जाता है और यहाँ से हम शुरू करते हैं जिससे यहां से यहां तक हम इस बिंदु तक इसे शुरू करते हैं और इसे वाणिज्य से संबंधित गतिविधियाँ कहा जाता है वाणिज्य का मतलब है उत्पादन के स्थान से उपभोग की जगह पर ले जाना और एक बार जब आप उस लागत को भी जोड़ लेते हैं तो यह लागत उत्पादन की कुल लागत बन जाती है या बिक्री की कुल लागत या उस बाजार में बेची जाने वाली वस्तुओं की कुल लागत जिससे आप किसी भी नाम से बुला सकते हैं तो हम उत्पाद की कुल लागत को कितने उप लागत में विभाजित कर रहे हैं यह चार लागतों में है पहले हम प्रमुख कारण की गणना करते हैं हम कार्यों की लागत की गणना करते हैं फिर हम उत्पादन की लागत की गणना करते हैं और फिर हम कुल की गणना करते हैं बिक्री की लागत या बेचे जाने वाले लागत पत्रक के भीतर सामान की लागत अब हम इसे क्यों कर रहे हैं ज़िम्मेदारी केंद्रों की तरह हम भी लागत विवरण के अंदर है जोकि विभिन्न ज़िम्मेदारी केंद्रों का निर्माण करने वाले हैं ताकि कभी उत्पाद की लागत नियंत्रण से बाहर हो जाती है उदाहरण के लिए अब हम उम्मीद कर रहे थे कि जब आप एक एयर कंडीशनर का निर्माण कर रहे हैं तो हमें कुछ बीयर की कीमत चुकानी चाहिए आप इसे 22000 रुपये कह सकते हैं जो कुल लागत का हिस्सा होना चाहिए यहाँ तक कि वितरक का स्थान लेकिन हमारी लागत जब हमने उत्पाद को वितरक के लिए ले लिया है तो हमारी कुल लागत 26000 रुपये होने वाली है इसका मतलब है कि लागत का एक वेरियस है और लागत का वेरियस 4000 रुपये तक है जिसे कहा जाता है नकारात्मक वेरियसके रूप में इसे एक नकारात्मक वेरियस के रूप में कहा जाता है अब हमें सावधान रहना होगा कि यदि आप 4000 रुपये अतिरिक्त ले रहे हैं और 22000 रुपये के लिए हमारे एयर कंडीशनर का निर्माण नहीं कर रहे हैं लेकिन 26000 रुपये के लिए आप 4000 रुपये अतिरिक्त खर्च कर रहे हैं तो या तो फर्म में 4000 रुपये अतिरिक्त का भुगतान करना होगा क्योंकि ग्राहक ग्राहक के लिए ग्राहकों को भुगतान करने वाला नहीं है उदाहरण के लिए अब बाजार में एयर कंडीशनर की सामान्य कीमत मैं इसे इस रूप में कहूँगा कि यदि आप 22000 रुपये में निर्माण कर रहे हैं तो आम तौर पर उत्पाद 35000 रुपये तक ग्राहक तक पहुंच रहा है लेकिन अगर आप इसे 26000 रुपये में बना रहे हैं तो इसका मतलब है कि इस मामले में यह ग्राहक तक 39000 रुपये तक पहुंच जाएगा अब उसे 4000 रुपये अतिरिक्त क्यों देने चाहिए या तो उत्पाद में कुछ विशिष्ट विशेषताएँ होनी चाहिए जो आप अतिरिक्त पैसे के लिए कुछ अतिरिक्त सुविधाएँ दे रहे हैं लेकिन यदि आप अतिरिक्त पैसे के लिए कोई अतिरिक्त सुविधा नहीं दे रहे हैं तो उस स्थिति में वह उस उत्पाद को खरीदने के लिए बहुत खुश होंगे जो 35000 रुपये में उपलब्ध है और फर्म के उत्पाद को अवरुद्ध कर दिया जाएगातो एक बात यह है कि यह बाजार में ग्राहक के पास नहीं जाएगा इसका मतलब है कि प्रतिस्पर्धी बाजार में एक प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था प्रतिस्पर्धी प्रणाली में आप ग्राहक को अतिरिक्त लागत आगे नहीं कर सकते हैं इसका मतलब है कि अगर फर्म को अन्य लागतों को करना है तो उनके फर्म की हानि बढ़नी शुरू हो जाएगी तो अंत में हमें यह जाँचना होगा कि किसने इस लागत के कारण 4000 रुपये की लागत 4000 रुपये की अतिरिक्त लागत और इस कारण से आपको क्या करना है आपको अब लागत विश्लेषण बनाना होगा आपको लागत विश्लेषण करना होगा यदि आप लागत विश्लेषण करना चाहते हैं और अगर आपके लागत पत्रक ने लागत को इस तरह तैयार किया है कि जहां मुख्य लागत अलग हैकार्य लागत अलग है उत्पादन की लागत अलग है बिक्री की अलग लागत है या बेचा जाने वाला सामान उस मामले में अलग है तो यह पता लगाना बहुत आसान होगा कि किस स्तर पर लागत अपेक्षित स्तर से आगे बढ़ गई है क्या आपने बहुत महंगी कीमत पर एक सामग्री खरीदी है या श्रम का अतिरिक्त भुगतान किया जा रहा है या अन्य ख़र्चों का भुगतान अतिरिक्त रूप से किया जा रहा है इसका मतलब है कि हमें अब नियंत्रणनिय और अनियंत्रितनिय कारकों का पता लगाना होगा जो लागत का कारण बनते हैं और यदि कारक नियंत्रणीय हैं लेकिन फिर भी नियंत्रित नहीं हैं और लागत में वृद्धि हुई है तो उचित कार्रवाई की जाएगी लेकिन यदि उक्त कारक बे काबू है तो उस स्थिति में जो कि फर्म एक्स के लिए बे काबू नहीं है यह बाजार की सभी कंपनियों के लिए है तो उस स्थिति में उत्पादन की कुल लागत बढ़ जाएगी इसलिए यह किसी को प्रभावित नहीं करेगा इसलिए यदि यह फर्म के भीतर कोई भी शून्य कारक है जिसे निश्चित रूप से पहचाना जाना चाहिए तो ऐसा पता चला है और इस पर सुधारात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए तो उस कारण से जब आप लागत कार्यप्रणाली या लागत प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं उस स्थिति में लागत विवरण या लागत का विवरण बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इसके अलावा लागत पत्रक और लागत विवरण के बारे में मैं अगली कक्षा में बात करूँगा आपका बहुत बहुत धन्यवाद